प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है हम रूट डेवलपमेंट जारी रख रहे हैं आज की कक्षा में हम वेस्क्यलर टिशू डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे वेस्क्यलर टिशू महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक प्लांट के अस्तित्व के लिए बिल्कुल आवश्यक है हमारे पास प्रत्येक जीव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है जानवरों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रकृति को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि यह ट्रांसपोर्ट का एक संचार मोड है जहां हमारे पास एक सेंट्रल अंग होता है जिसे हृदय कहा जाता है लेकिन प्लांट्स के मामले में ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्कुलेटरी नहीं है यह गैर सर्कुलेटरी है और इसमें दो समानांतर टिशूज जाइलम और फ्लोएमphloem's ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं और जाइलम ज्यादातर पानी मिट्टी से खनिज लेता है और यह हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फोटोसिंथेटिक सामग्री और बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लेता है और यह पौधों के अन्य भाग को वितरित या आवंटित करता है पौधों और जानवरों के बीच ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और महत्वपूर्ण और अहम अंतर है जानवरों के मामले में ट्रांसपोर्टट्यूब के माध्यम से होता है जो या तो धमनी या नसों होती है तो एक बहुत ही विशिष्ट संरचना है जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट सेल्स के बाहर होता है लेकिन पौधों के मामले में ट्रांसपोर्ट सेल्स के माध्यम से होता है तो विशेष सेल्स हैं उन्होंने विशेष सुविधाएँ प्राप्त कर ली हैं और ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरी सेल्स में होता है और यह जाइलम और फ्लोएम दोनों के मामले में आगे बढ़ रहा है और वेस्क्यलर टिशूज में तीन अलग अलग घटक हैं जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम या प्रोकैम्बियम प्रोकैम्बियम सेकेंडरी विकास की प्रक्रिया के दौरान सेकेंडरी टिशूज को उत्पन्न करने के लिए स्टेम सेल हैं जो कैम्बियम बनाते हैं इन टिशूज जाइलम और फ्लोएम का संगठन अंग पर निर्भर है इसलिए यदि आप रूट को देखते हैं तो वेस्क्यलर टिशू व्यवस्था का एक अलग पैटर्न है यदि आप शूट देखते हैं तो टिशू व्यवस्था लीफ और हर जगह एक अलग पैटर्न है और वेस्क्यलर विकास के लिए प्रक्रिया या विकासात्मक कार्यक्रम भ्रूणजनन के चरण में ही निर्धारित किया जाता है प्राइमरी वेस्क्यलर टिशूज तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टिशूज प्रोटोम्बियम टिशूज हैं और यह प्रोटोम्बियम टिशूज कैम्बियम सेल्स बनाने जा रहे हैं यह प्राइमरी रूट टिप है और यदि आप बाह्य भाग से इस वेस्क्यलर टिशू की व्यवस्था को देखते हैं तो आपके पास एपिडर्मिस है तो आपके पास कोर्टेक्स है और फिर कोर्टेक्स के नीचे आपके पास एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस के बाद आपके पास पेरिसायकल है वेस्क्यलर टिशू उनके पास पेरिसायकल है Arabidopsis मॉडल प्लांट Arabidopsis की एक सामान्य प्राथमिक जड़ में पेरिसायकल के नीचे आपके पास जाइलम है और जाइलम में एक लीनियर एक्स है जिसे आप यहां देख सकते हैं और जाइलम में आपके पास प्रोटोक्साइलम और मेटैक्साइलम हैं इसलिए ये दो प्रोटोक्साइलम हैं जो वे मेटैक्साइलम हैं और फिर दो पोल्स पर आपके पास फ्लोएम टिशूज हैं तो ये फ्लोएम टिशू पोल हैं और इस फ्लोएम टिशू में दो बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लोएम टिशू हैं इन्हें सिव एल्इमॅन्ट और फिर कम्पेन्यन सेल्स कहा जाता है और यदि आप विभिन्न स्थानों पर क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो इन टिशूज की व्यवस्था या संगठन अलग अलग हैं तो सवाल यह है कि इस वेस्क्यलर टिशूज को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है प्रोकैम्बियम या वेस्क्यलर प्रोकैम्बियम को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है यदि आप प्रारंभिक भ्रूणजनन को देखते हैं तो ये आपके ग्राउंड टिशू इनिशियल्स या प्यूटटिव ग्राउंड टिशू हैं और फिर ये वैस्कुलर स्टेम सेल इनिशियल हैं ये ग्राउंड टिशू प्रीकर्सर हैं और फिर आपके पास पेरिसायकल है और फिर आपके पास वेस्क्यलर स्टेम कोशिकाएं हैं ऑक्सिन इन सभी प्रकार के सेल विनिर्देश और पैटर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण है और ऑक्सिन PIN प्रोटीन द्वारा ध्रुवीय ट्रांसपोर्ट होता है तो यह PIN प्रोटीन एक विशेष टिशूज में मदद करने के लिए या किसी विशेष अंग में ऑक्सिन को अधिकतम करने के लिए वितरित करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस PIN प्रोटीन के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह PIN प्रोटीन सेल में विषम रूप से स्थानीयकृत हैं तो एक सेल वॉल में वे स्थानीयकृत होते हैं और उनका असममित स्थानीयकरणपोलर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के लिए एक दिशा प्रदान करता है क्योंकि वे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हैं और यदि आप प्रारंभिक चरण को देखते हैं तो ऑक्सिन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है और यह पोलर ट्रांसपोर्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक वर्ग को सक्रिय करता है यह एक प्रकार का ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर है और यह MP एक प्रोकैम्बियम पहचान या विनिर्देशन के प्रमुख रेगुलेटर को सक्रिय करता है जो कि ATHB8 है HB8 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक होमोबॉक्स वर्ग है तो इस तरह से प्रो कैंबियम विनिर्देश का कार्यक्रम भ्रूण के चरणों में कैसे होता है मूल अवस्था में बाद के चरणों में प्रोकैम्बियम अवस्था या स्टेम सेल भाग्य को कैसे बनाए रखा जाता है या रेगुलेट किया जाता है यह जड़ का एक विशिष्ट क्रॉस सेक्शन है तो यह आपकी जाइलम धुरी है यह फ्लोएम पोल है और ये प्रोकैम्बियम टिशूज हैं फ्लोएम सेल और प्रोकैम्बियम कोशिकाओं के बीच एक संकेतन होता है तो फ्लोएम कोशिकाओं से दो प्यूटटिव संकेतन अणु CLE41 और 44 होते हैं जो कि PXY और TDR आधारित रिसेप्शन तंत्र के माध्यम से प्रोकैम्बियम कोशिकाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और यह अंततः होमोबॉक्स प्रोटीन के एक और वर्ग को सक्रिय करता है जिसे WOX4 कहा जाता है और WOX4 प्रोकैम्बियम में स्टेम सेल भाग्य को निर्दिष्ट करने में मदद करता है फिर टिशू की पेटर्निंग कैसे हो रही है तो ऑक्सिन और साइटोकिनिन उनकी विरोधी इंटरेक्शन जड़ में एक उचित टिशू व्यवस्था सुनिश्चित करती है तो यदि आप देखते हैं कि रूट में ऑक्सिन और साइटोकिनिन कैसे वितरित किए जाते हैं ये IAA2 प्रमोटर ड्राइविंग GUS हैं IAA2 जीन ऑक्टिन सिग्नलिंग मार्ग का लक्ष्य है जिसका अर्थ है कि जहां भी यह अभिव्यक्ति है इसका मतलब है कि उन कोशिकाओं ने ऑक्सिन सिग्नलिंग प्रोग्राम को सक्रिय किया है और यह ARR5 है जो रिस्पांस रेगुलेटरहै और रिस्पांस रेगुलेटर डाउनस्ट्रीम जीन है जो साइटोकिनिन सिग्नलिंग मार्ग द्वारा रेगुलेटेड है यदि आप यहां अभिव्यक्ति पैटर्न देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कोशिकाएं हैं जहां साइटोकिनिन सिग्नलिंग सक्रिय हैं इसलिए यदि आप यहां प्राथमिक जड़ में देखते हैं तो जाइलम धुरी में ऑक्सिन बहुत अधिक होता है जो कि प्रोकैम्बियम कोशिकाओं में कम होता है और जाइलम अक्ष में प्रोटोक्साइलम की तुलना में थोड़ी अधिक अभिव्यक्ति होती है हालाँकि यदि आप साइटोकिनिन सिग्नलिंग देखते हैं साइटोकिनिन सिग्नलिंग जाइलम टिशूज में बहुत कम है लेकिन प्रोकैम्बियम टिशूज में साइटोकिनिन अभिव्यक्तियाँ अधिक होती हैं और इस तरह का पैटर्न विरोधी पैटर्न है और विभिन्न टिशूज के लिए रेगुलेटरी मेकैनिज्म को परिभाषित करता है प्रोटोक्साइलम कोशिकाओं में आपके पास बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सिन होता है और ऑक्सिन AHP6 प्रोटीन को सक्रिय करता है और यह AHP6 प्रोटीन जाता है और प्रोटॉक्सिलम में साइटोकिनिन सिग्नलिंग को रोकता है प्रोटोक्साइलम एक प्रोटोक्साइलम के रूप में होने के लिए बहुत उच्च ऑक्सिन सिग्नलिंग होनी चाहिए और कोई साइटोकिनिन सिग्नलिंग नहीं या बहुत कम साइटोकिनिन सिग्नलिंग होनी चाहिए इसके अलावा ऑक्सिन TMO5 और LHW को सक्रिय करता है और यह LOG4 को सक्रिय करता है LOG एक जीन जो साइटोकिनिन बायोसिंथेसिस में भूमिका निभाता है और साइटोकिनिन बायोसिंथेसिस में परिणाम करता है लेकिन प्रोटोक्साइलीम में यह साइटोकिनिन प्रोकैम्बियम में चला जाता है और प्रोकैम्बियम में यह साइटोकिनिन सिगनलिंग सक्रिय हो जाता है और प्रोकैम्बियम सेल्स में यह साइटोकिनिन सिगनलिंग सभी जीन या उन सभी प्रोग्राम्स को सक्रिय कर देता है जो प्रोकैम्बियम सेल के रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं जबकि यह ऑक्सिन सिग्नलिंग जाइलम अक्ष में काम कर रहा है और जाइलम टिशूज के differentiation को रेगुलेट करता है एक अन्य नियामक तंत्र जो सेल फ़ेट या जाइलम कोशिकाओं की पहचान को परिभाषित करने में काम करता है SHORTROOT और SCARECROW प्रोटीन के माध्यम से होता है यदि आप अपने पिछले क्लास को याद करते हैं तो SHORTROOT प्रोटीन संवहनी ऊतकों में संश्लेषित होता है तो वेस्क्यलर टिशूज में आपके पास SHORTROOT प्रोटीन का संश्लेषण है लेकिन SHORTROOT प्रोटीन एंडोडर्मिस में जाता है यह एंडोडर्मिस है जहां SHORTROOT प्रोटीन चलता है प्रोटीन वेस्क्यलर टिशूज में बनता है और यह एंडोडर्मिस की ओर बढ़ रहा है और एंडोडर्मिस में यह न्यूक्लियर स्थानीयकृत हो जाता है और एक बार SHORTROOT प्रोटीन नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाता है यह SCARECROW को सक्रिय करता है और SCARECROW और SHORTROOT प्रोटीन वे एक साथ माइक्रो आरएनए को सक्रिय करते हैं माइक्रो आरएनए 165 166 और ये माइक्रो आरएनए एंडोडर्मिस में पैदा हो रहे हैं और फिर वे वेस्क्यलर टिशूज में वापस फैल रहे हैं और यह प्रसार एक ग्रेडियंट बनाता है जो कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से या कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के करीब होती हैं उन्हें उच्च मात्रा में माइक्रो आरएनए मिलेंगे और जो कोशिकाएं एंडोडर्मिस से दूर हैं उन्हें माइक्रो आरएनए की कम मात्रा प्राप्त होगी और इसीलिए आपके पास माइक्रो आरएनए का एक ग्रेडियंट है और माइक्रो आरएनए की यह ग्रेडियंट माइक्रो आरएनए के टारगेट में भी परिलक्षित होती है माइक्रो आरएनए स्तर एंडोडर्मिस में बहुत अधिक है और फिर माइक्रो आरएनए स्तर एक बार नीचे जा रहा है जब आप पेराइकल प्रोटोक्साइलम और मेटैक्साइलम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो मेटास्टाइलम में आप माइक्रो आरएनए की बहुत कम मात्रा की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन प्रोटोक्साइलम में आपको माइक्रो आरएनए की उच्च मात्रा हो रही है यह माइक्रो आरएनए होम्योडोमैन को लक्षित करता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PHABULOSA होता है जिसे हमने पिछली कक्षा में देखा है मेटैक्साइलम में होमोडोमेन प्रोटीन की उच्च मात्रा होगी और फिर प्रोटीन का स्तर नीचे जाएगा प्रोटॉक्सिलेम में माइक्रो आरएनए की उच्च मात्रा है लेकिन HD ZIP प्रोटीन की कम मात्रा है मेटैक्साइलम में माइक्रो आरएनए की कम मात्रा और HD ZIP प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है और HD ZIP प्रोटीन की मात्रा एक सेल की पहचान को परिभाषित करती है यदि HD ZIP प्रोटीन की मात्रा कम है तो कोशिका प्रोटॉक्सिलेम होने जा रही है और यदि कोशिकाओं में HD ZIP प्रोटीन अधिक है तो यह मेटाकाइलम होने वाला है तो इस तरह के नियामक तंत्र जाइलम सेल पहचान को परिभाषित कर रहे हैं इन विनिर्देश और पहचान के अलावा एक और बहुत खास विशेषता है जो जाइलम कोशिकाओं से जुड़ी है जो सेकेंडरी वॉल निर्माण है आम तौर पर सेल को एक जाइलम कोशिकाओं के रूप में निर्दिष्ट किए जाने के बाद यह जाइलम कोशिकाएं सेकेंडरी वॉल पैटर्निंग की प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं और अंततः जाइलम कोशिकाएं वे क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया से मर जाती हैं और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जाइलम को पानी और अन्य खनिजों के संचालन के लिए एक ट्यूब के रूप में काम करना पड़ता है और इसके लिए एक बहुत मजबूत यांत्रिक संपत्ति होनी चाहिए जाइलम डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया को दूसरे जीन द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है इनमें से कुछ जीन VND6 और 7 SND1 हैं और ये LOB डोमेन हैं जिनमें ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर हैं और वे अंततः MYB डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं और इन सभी प्रोटीनों की पारस्परिक क्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सेल्युलोज ज़ाइलान लिग्निन जमा करके सेलुलर संशोधन हो और अंततः उनमें से कुछ अंतिम कार्यात्मक जाइलम टिशूज को उत्पन्न करने के लिए क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की अंतिम प्रक्रिया को रेगुलेट कर रहे हैं अब एक और महत्वपूर्ण टिशू जो वेस्क्यलर टिशूज का हिस्सा है फ्लोएम टिशू है यह वह तस्वीर है जो बताती है कि वे जाइलम के समानांतर चल रहे हैं फ्लोएम में दो महत्वपूर्ण टिशू होते हैं जिसे फ्लोएम सिव़ ट्यूब या सिव़ एलिमेंट या सिव़ कोशिकाएं कहा जाता है और यह एक तरफ से कम्पेन्यन कोशिका से सीधे जुड़ा होता है और दूसरी तरफ से फ्लोएम पोल पेराइकल इसलिए यदि आप यहां एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिव़ एलिमेंट हैं ये कम्पेन्यन कोशिका हैं और ये पेराइकल सेल हैं जो सीधे फ्लोएम पोल पेरीसाइकिल कोशिकाओं से जुड़ा होता है और फ्लोएम विकास के शुरुआती चरण को OPS CLE40 मध्यस्थता BAM रेगुलेशन के रूप में पहचाने जाने वाले मेकैनिज्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो खुराक पर निर्भर तरीके और BRX आधारित तंत्र में काम करता है तो ये मेकैनिज्म या ये रेगुलेटर एक उचित प्रोटोफ्लोम विनिर्देश सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं मेरिस्टिमिक ज़ोन या बढ़ाव क्षेत्रों में बहुत प्रारंभिक चरण में फ्लोएम को प्रोटोफ़्लोम्स कहा जाता है ये प्रोटोफ्लोम फिर विशेष डिफ़र्इन्शीएशन कार्यक्रम की प्रक्रिया से गुजरते हैं और यह डिफ़र्इन्शीएशन कार्यक्रम फिर से अत्यधिक रेगुलेटेड होता है जिसे हम बाद में देखेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण रेगुलेटर जो फ्लोएम विकास को नियंत्रित करता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसे APL ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लोएम का रेगुलेशन महत्वपूर्ण है यदि आपके पास इस apl म्यूटेंट में फ्लोएम नहीं है तो फ्लोएम की पहचान पूरी तरह से खो जाती है और यह म्युटेंट सीडलिंग घातक होता है तो पौधे बढ़ते हैं लेकिन यह पूरे जीवन के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं और यदि आप देखते हैं कि म्युटेंट पृष्ठभूमि में किस तरह के फ्लोएम डिफेक्टिव हैं तो ये मार्कर J0701 हैं जो सिव़ एलिमेंट या प्रोटोसिव तत्वों को चिह्नित करते हैं और यदि आप सामान्य जंगली प्रकार की जड़ को देखते हैं तो आप देखते हैं कि यह मार्कर मौजूद हैं लेकिन apl mutant म्युटेंट में यह मार्कर अनुपस्थित हैं जो बताता है कि सिव़ एलिमेंट या प्रोटोसिव तत्वों गायब हैं या पहचान स्थापित नहीं है SUC2 प्रोटीन कम्पेन्यन कोशिका के लिए एक मार्कर है और आप यहां देख सकते हैं कि apl म्यूटेंट में भी कम्पेन्यन कोशिका नहीं बनती हैं तो यह बताता है कि APL दोनों सेल प्रकारों को नियंत्रित करता है सिव़ एलिमेंट और साथ ही जड़ में कम्पेन्यन कोशिका पहचान और यदि आप एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं यह आपका जंगली प्रकार है जिसमें आपके पास जाइलम अक्ष है तो आपके पास फ्लोएम कोशिकाएं हैं लेकिन यदि आप म्युटेंट पृष्ठभूमि को देखते हैं तो फ्लोएम कोशिकाओं की यह पहचान पूरी तरह से अलग है लेकिन अगर आप APL के साथ कॉम्प्लिमॅन्ट करते हैं तो आप फिर से सामान्य फंक्शन देख सकते हैं तब आप जानते हैं कि APL दोनों कम्पेन्यन कोशिका के साथ साथ सिव़ एलिमेंट को रेगुलेट कर रहा है लेकिन APL खुद को कहां व्यक्त करता है तो रेगुलेशन के दो तरीके हैं एक रेगुलेशन वह है जिसे सेल ऑटोनॉमस रेगुलेशन कहा जाता है और दूसरा नॉन सेल ऑटोनॉमस रेगुलेशन है यदि रेगुलेटर सेल में मौजूद है और फिर अपनी पहचान को रेगुलेट कर रहा है इसे सेल ऑटोनॉमसकहा जाता है प्रोटीन एक सेल में मौजूद है और पड़ोसी सेल या कुछ अलग सेल की पहचान को रेगुलेट करता है तो इसे नॉन सेल ऑटोनॉमस रेगुलेशन कहा जाता है और जब आप APL प्रोटीन के अभिव्यक्ति पैटर्न की जांच करते हैं तो यह प्रोटोसिव़ तत्वों और कम्पेन्यन कोशिकाओं दोनों में व्यक्त होता है यह नाभिकीय स्थानीयकृत संकेत है जिसे आप प्रोटोसिव़ तत्वों में देख सकते हैं और बाद में चरण में आप देख सकते हैं कि यह आपके प्रोटोसिव़ तत्व और कम्पेन्यन कोशिका डिफ़र्इन्शीएशन क्षेत्र में है तो यह दोनों को प्रोटोसिव़ तत्वों के साथ साथ कम्पेन्यन कोशिका में भी व्यक्त करता है और उनकी पहचान को नियंत्रित करता है तो APL दोनों कोशिकाओं का एक रेगुलेटर है क्या हमारे पास सिव़ एलिमेंट सेल के लिए कुछ विशिष्ट रेगुलेशन है इनकी पहचान करने के लिए microarray किया गया था लेकिन यह बहुत सटीक तरीके से किया गया था इन फ्लोएम कोशिकाओं को FACS नामक तकनीक का उपयोग करके सॉर्ट किया गया था FACS फ्लोरेट्स एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग आधारित तकनीक है इसलिए यदि आप इन कोशिकाओं में कुछ फ़्लॉसेंट टैग लगाते हैं तो विशेष रूप से आप इन टीशूज से कोशिकाओं को अलग कर सकते हैं और फिर फ्लोएम कोशिकाओं को apl म्यूटेंट से अलग किया गया है और फिर कुल RNA निकाला गया और इसका उपयोग माइक्रोएरे करने के लिए किया गया था और यह पहचानने के लिए कि वे जीन क्या हैं जिनके अभिव्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं और इन जीनों में से दो महत्वपूर्ण ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की पहचान की गई थी तो एक NAC45 था और दूसरा NAC86 था इसलिए दोनों NAC डोमेन हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NAC45 और NAC86 हैं Apl म्यूटेंट NAC45 अभिव्यक्ति में पूरी तरह से अनुपस्थित है इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यह apl म्यूटेंट है और NAC86 अनुपस्थित है तो यह बताता है कि NAC45 और NAC86 दोनों ही apl म्यूटेंट पृष्ठभूमि में डाउन रेगुलेटेड हैं फिर यदि आप NAC45 और NAC86 की अभिव्यक्ति की जांच करते हैं तो आप पाते हैं कि ये जीन विशेष रूप से सिव़ एलिमेंट में व्यक्त किए जाते हैं लेकिन वे कम्पेन्यन कोशिका में व्यक्त नहीं होते हैं तो यह बताता है कि वे सिव़ एलिमेंट कोशिकाओं को नियंत्रित कर सकते हैं न कि कम्पेन्यन कोशिकाओं को और यह सच था जब हम nac45 या nac86 का एकल म्यूटेंट बनाते हैं कोई फेनोटाइप नहीं दे रहा है लेकिन जब आप डबल म्यूटेंट बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई दोष था और फिर अगर आप इस म्यूटेंट या वाइल्ड टाइप पैटर्न का सिव़ एलिमेंट डिफ़र्इन्शीएशन का वर्णन करते हैं तो यदि आप सिव़ एलिमेंट की एक भी परत को ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह रूट टिप की तरफ है यह ऊपरी तरफ है और रूट टिप पक्षों पर आप देख सकते हैं कि सिव़ एलिमेंट कोशिकाएं जो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में बहुत सामान्य दिख रही हैं और फिर अचानक एक सेल बढ़ाव है और फिर फ्लोएम कोशिकाओं में कुछ बदलाव शुरू हुए और यह परिवर्तन तुरंत इस तरह से बदल जाता है कि यह कोशिका नाभिक सहित सभी साइटोप्लाज्म को डीग्रेड करती है तो कार्यात्मक सिव़ एलिमेंट को न्यूक्लिएट किया जाता है कोई नाभिक नहीं होता है अधिकांश साइटोप्लाज्मिक कॅम्पोनॅन्ट डिग्रेडेड होते हैं और ट्रांसपोर्ट के अपने कार्य के लिए यह आवश्यक है क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर हो रहा है इसलिए सेल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए न्यूनतम इन्हिबटॉरी कॅम्पोनॅन्ट होने चाहिए और यह एक विशिष्ट तरीके से होता है तीन चरण हैं पहला चरण यह बहुत सामान्य है दूसरा चरण जिसे डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया को मध्यवर्ती कहा जाता है या सेल सिव़ एलिमेंट शुरुआत का विशेष डिफ़र्इन्शीएशन और फिर चरण तीन में डिफ़र्इन्शीएशन इस तरह से हुआ है कि सिव़ एलिमेंट नाभिक को पूरी तरह से खो चुका है अब यह खाली है चैनल की तरह और दो कोशिकाओं के बीच कॉमन सेल वॉल प्रकृति में बहुत पोरस होती हैसिव़ एलिमेंट के मामले में इसीलिए इसे सिव़ कहा जाता है क्योंकि वहाँ छेद हैं सेल की दीवार में छिद्र होते हैं और यह सिव़ जैसी संरचना बनाता है और यह पानी या किसी भी चीज़ से एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए महत्वपूर्ण है यदि आप म्युटेंट को देखते हैं तो यह डबल म्युटेंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिग्रेडेशन को अवरुद्ध करता है तो कोई डिग्रेडेशन नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस को हटाने की कोई बात नहीं है साइटोप्लास्ट को हटाने की कोई जरूरत नहीं है सिव़ एलिमेंट इसके डिफ़र्इन्शीएशन कार्यक्रम को पूरा नहीं करते हैं और यही कारण है कि ये पौधे भी सीडलिंग लीथल होते हैं जो जीवन भर जीवित नहीं रहते हैं यह आपके रूट टिप का अनुदैर्ध्य दृश्य है आप स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से सिव़ एलिमेंट को देख सकते हैं क्योंकि इसकी एक बहुत ही खास विशेषता है आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत मोटी सेल वॉल है जो अन्य कोशिकाओं से अलग है और अगर आप देखते हैं कि यह CAL7 प्रमोटर है जो सिव़ एलिमेंट के लिए विशिष्ट है और यदि आप H2B ड्राइव करते हैं तो H2B HISTONE2 प्रोटीन है तो यह नाभिकीय स्थानीयकृत प्रोटीन है जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ सिव़ एलिमेंट प्रोफ़ाइल में नाभिक है लेकिन यहाँ पर नाभिक के बिना सिव़ एलिमेंट कोशिकाएँ हैं तो नाभिक पूरी तरह से गायब हो गया है यह बढ़ा हुआ दृश्य है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि यहां एक नाभिक है लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि एक फैला हुआ GFP संकेत है जिसका अर्थ है कि नाभिक डिग्रेडेशन की प्रक्रिया के तहत है और फिर बस अगला सेल यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नाभिक लगभग हटा दिया गया है लेकिन यदि आप म्यूटेंट को देखते हैं तो म्यूटेंट में नाभिक डीग्रेड नहीं होता है भले ही आप कोशिकाओं के बहुत उच्च पक्ष पर जाएं जहां सेल सिव़ एलिमेंट कोशिकाएँ बहुत बहुत लंबी हैं लेकिन आप अभी भी नाभिक देख सकते हैं यह सुझाव देता है कि डबल म्यूटेंट में नाभिक डीग्रेड नहीं होता है नाभिक डिग्रेडेशनकी प्रक्रिया को रेगुलेट करने वाले मेकैनिज्म की और पहचान की गई NAC45 और NAC86 नाभिक डिग्रेडेशन को नियंत्रित कर रहे हैं लेकिन यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यह नाभिक डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को सीधे नहीं कर सकता है यह कुछ जीनों को रेगुलेट करना चाहिए जो सीधे न्यूक्लियर डिग्रेडेशन की प्रक्रिया में शामिल है इन जीनों की पहचान करने के लिए इस डबल म्युटेंट और NAC45 ओवरएक्सप्रेशन का उपयोग करके माइक्रोएरे का एक और दौर किया गया था और इस माइक्रोएरे एनालिसिस से पुटेटिव न्यूक्लीज परिवार के एक छोटे परिवार से चार जीनों की पहचान की गई जो NEN1 NEN2 NEN4 3 के रूप में यहां दिखाए गए हैं इन जीनों को सिव़ एलिमेंट में व्यक्त किया जाता है जो तथ्य के साथ सहसंबद्ध होता है प्रारंभिक सिव़ एलिमेंट या यंग सिव़ एलिमेंट में जीन को सिव़ एलिमेंट में व्यक्त किया जाता है और प्रोटीन बनाया जाता है लेकिन प्रोटीन नाभिक के अंदर प्रवेश करने में सक्षम नहीं है यह नाभिक है और प्रोटीन केवल उस कोशिका में प्रवेश कर रहा है जहां नाभिक को डिग्रेडेड होना पड़ता है इससे पहले कि यह प्रोटीन नाभिक के अंदर प्रवेश करने में सक्षम नहीं है इसलिए दो रेगुलेशन है एक रेगुलेशन है कि यह नाभिक जीन सिव़ एलिमेंट में व्यक्त किया जा रहा है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर रेगुलेट होता है और फिर एक और रेगुलेशन होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल स्तर पर जब प्रोटीन पहले से ही नाभिक के लिए इसके ट्रांसलोकेशन को रेगुलेट किया जाता है इसी तरह की चीजें आप NEN 2 के लिए देख सकते हैं और साथ ही जहां आप देखेंगे कि NEN 4 विशेष रूप से केवल उस सेल में व्यक्त किया जाता है जहां न्यूक्लियस को डिग्रेडेड दिखाना पड़ता है तो यदि आप देखते हैं कि प्रारंभिक कोशिकाएं लेटर सेल व्यक्त नहीं करती हैं तो कोशिका नाभिक डिग्रेड होता है तो कोई नाभिक नहीं है कोई संकेत नहीं है लेकिन इस कोशिकाओं में नाभिक के अंदर केवल NEN4 प्रोटीन स्थानीयकरण है तो यह सब कहानी बताती है कि यह प्यूटटिव न्युक्लिअसिज़ नाभिक क्षरण के लिए जिम्मेदार हो सकता है और यह आनुवंशिक रूप से समर्थित है जब आपके पास nen4 म्यूटेंट पृष्ठभूमि है आप देख सकते हैं कि इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि में नाभिक क्षरण दोषपूर्ण है इसलिए यहां सब कुछ सामान्य है सिवाय NEN4 मौजूद नहीं है यह सब सुझाव देता है कि APL दोनों सिव़ एलिमेंट और साथ ही कम्पेन्यन सेल को रेगुलेट कर रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान APL NEN NAC45 और 86 को रेगुलेट कर रहा है NAC45 सिव़ एलिमेंट डिफ़र्इन्शीएशन साइटोप्लाज्म और साथ ही न्यूक्लियस डिग्रेडेशन को रेगुलेट कर रहा हैNEN1 से 4 को रेगुलेट करके और यह NEN विशेष रूप से न्यूक्लियस डिग्रेडेशन को रेगुलेट कर रहा है इस तरह से यह फ्लोएम विनिर्देश की प्रक्रिया एक परिपक्व फ्लोएम परिपक्व सिव़ एलिमेंट कोशिकाओं को बनाने के लिए होती है यह परिपक्व सिव़ एलिमेंट कोशिकाएं बहुत खास होती हैं और इसमें सिव़ छिद्र जैसी संरचना होती है जो लगभग खाली होती है इसलिए यह बहुत उच्च या कुशल परिवहन प्रणाली के लिए बहुत उपयुक्त होती है संवहनी विकास को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हमने जो अध्ययन किया है औक्सिन ऑक्सिन प्रतिक्रिया कारक एमपी को रेगुलेट कर रहा है जो ATHB4 को रेगुलेट कर रहा है और यह प्रक्रिया WOX4 जीन के माध्यम से संवहनी स्टेम कोशिकाओं को सुनिश्चित कर रही है फ्लोएम पक्षों से एक और रेगुलेशन है जो CLE1 CLE41 और CLE44 मध्यस्थता विनियमन है और यह इस स्टेम सेल पहचान को रेगुलेट करने के लिए PXY TDR के माध्यम से काम कर रहा है और फिर बाद में SHORTROOT प्रोटीन और SCARECROW प्रोटीन माइक्रो RNA और HD ZIP मध्यस्थ प्रोटीन के माध्यम से एक मेकैनिज्म है यह जाइलम सेल पहचानxylem cell identity प्रोटोक्साइलम बनाम मेटाएक्सिलेम पहचान को रेगुलेट कर रहा है एक अन्य रेगुलेटर VND7 है जो प्रोटॉक्सिलेम पहचान को रेगुलेट कर रहा है VND6 मेटैक्साइलम पहचान को रेगुलेट करता है लेकिन दूसरी ओर APL फ्लोएम पहचान को सक्रिय कर रहा है APL दोनों कम्पेन्यन सेल और सिव़ एलिमेंट को रेगुलेट कर रहा है और सिव़ एलिमेंट आधारित विनिर्देश के लिए यह NAC 45 NAC 86 और NEN मध्यस्थता सिग्नलिंग मार्ग का उपयोग कर रहा है और फिर ऑक्सिन AHP6 और साइटोकिनिन आधारित मेकैनिज्म की प्रतिक्रिया द्वारा प्रोटोक्साइलम को भी रेगुलेट किया जाता है तो यहां कक्षा में रुकेंगे हम रूट ब्रांचिंग पर चर्चा करेंगे